तो हम देखते हैं कि इस तरह के डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन का सीरीज ऑफ कंटीन्यूअस फूरिये ट्रांसफॉर्म फंक्शंस के रूप में रिप्रेजेंटेशन से फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन में कुछ और ऑस्सिलेशन्स या विग्गलिंग होती है इस स्थिति को मैं एक उदाहरण से समझाता हूं जैसा कि मैंने कहा की गिब्स फिनोमिना क्लासिकल न्यूमैरिक में बहुत ही प्रचलित है यह क्लासिकल न्यूमेरिकल की इंस्टेबिलिटी है यह जब होती है जब हमें एक फंक्शन जंप डिस्कंटीन्यूटी के साथ ज्ञात करना हो यदि आपके पास डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन है और आप उसे फूरिये ट्रांसफार्म से प्रदर्शित करते है हम गिब्स फिनोमिना के बारे में विचार करते हैं इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं इस बैंडलिमिटेड सिग्नल पर विचार कीजिए यह कन्वॉल्यूशन के रूप में है सिग्नल को कन्वॉल्यूशन के रूप में प्रदर्शित करने के लिए यह निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है जहां हम देख सकते हैं जैसे ही 𝛚 0 से ∞ की ओर जाता है विशेष रूप से यह परिभाषा डेल्टा फंक्शन की वास्तविक परिभाषा की ओर अग्रसर होती है अतः यदि मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है तो कॉन्टिनुइटी के बिंदु पर यदि इस फंक्शन पर 𝛚 की लिमिट ∞ की ओर जाती है तो सिग्नल निम्न प्रकार से दिया जाता है फिर हम देखते हैं यदि मुझे यह लिमिट इंटीग्रल के अंदर लेनी हो तो मुझे निम्न इंटीग्रल मिलता है हम देखते हैं कि विशेष रुप से यह लिमिट मेरा डेल्टा फंक्शन है जो कि निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है तो निष्कर्ष क्या है निष्कर्ष यह है की कॉन्टिनुइटी के बिंदु t पर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो मुझे लिमिट फंक्शन के मान के बराबर है अब हम दूसरे बिंदु की ओर देखते हैं जोकि डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु है अतः डिस्कंटीन्यूटी के बिंदु पर मान लीजिए t0 पर किसी भी व्यापकता को खोए बिना हम t0 को 0 मान सकते हैं हम t0 को विशेष बिंदु मानते हैं मान लीजिए शुन्य यदि यह 0 नहीं है तो आप सदैव फंक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं जिससे कि डिस्कंटीन्यूटी का बिंदु 0 पर हो जाए इस स्थिति में मैं अपने फंक्शन को कंटीन्यूअस फंक्शन के योग के रूप में लिख सकता हूं मान लीजिए मैं इस फंक्शन को fc प्लस एक स्टेप फंक्शन कहता हूं मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैं अपनी डिस्कंटीन्यूटी को 0प्लस पर f माइनस 0 माइनस पर f का हैवी साइड फंक्शन t के साथ गुणन के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूं हैवी साइड फंक्शन 1 बन जाता है जब t 0 नहीं तो इसमें डिस्कंटीन्यूटी नहीं रहती तो फिर मेरे पास क्या है मेरे पास निम्न है तो मेरे पास यह फंक्शन है जो कि समय का फंक्शन है और दूसरे सभी कांस्टेंट है जिनको मैंने इंटीग्रल के बाहर निकाल दिया है मेरे पास अब सिर्फ fc बचा है मैंने यह देखा कि यदि हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है तो यह कन्वॉल्यूशन फिर से फंक्शन में रिड्यूस हो जाता है

मैं इस इंटीग्रल को निम्न प्रकार से समझाता हूं जहां मेरा है जैसे कि एक हेविसाइड फंक्शन है यह sin𝛚0t 𝛕 𝝅t 𝛕 में रिड्यूस हो जाता है मैं अपने के इंटीग्रल को फिर से लिखता हूं अब आप देख सकते हैं की यह फंक्शन ½ से बड़ा है यदि 𝛚0t बराबर है 𝝅 के तो ऊपर लिखी कोई इक्वेशन में दूसरा टर्म ½ से बड़ा होगा

जांच कीजिए की ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन मैक्सिमम या मिनिमम maxmin क्रमशः पर प्राप्त करती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करना हो तो मैक्सिमम समय के इस बिंदु पर होता है और मिनिमम दूसरे बिंदु पर H𝛚 का मान t 0 पर ½ है क्योंकि दूसरा इंटीग्रल लुप्त हो जाता है यदि मेरा फंक्शन f𝛚0 का मान बिंदु t0 पर ज्ञात किया जाता है तो याद कीजिए यह मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कंटीन्यूटी है तो मैं यहां यह दिखाना चाहता था कि डिस्कंटीन्यूटी के पॉइंट पर हमारा फंक्शन एवरेज वैल्यू प्राप्त करता है तो मैं अब तक यह समझाना चाहता था कि मान लीजिए की यदि मेरा फंक्शन हैवी साइड फंक्शन के बराबर है और मैं इसे फूरिये ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके प्रदर्शित करना चाहता हूं तो फूरिये ट्रांसफॉर्म से प्रदर्शित करने के लिए मुझे इस भाग को अलग करना होगा तो हमें यहां क्या मिला है आप देखिए X एक्सेस पर हमारा वेरिएबल t है और Y एक्सेस पर हमारा वेरिएबल H है जो t के पॉजिटिव मान के लिए 1 है और t के नेगेटिव मान के लिए 0 है अतः t 0 हमारा प्वाइंट ऑफ डिस्कंटीन्यूटी है यदि मुझे अपने फंक्शन को फूरिये ट्रांसफॉर्म से प्रतिस्थापित करना होता तो हमें फूरिये ट्रांसफॉर्म मिलता जो इस तरह दिखता जहां यह मैक्सिमम वैल्यू t 𝝅𝛚0पर है और मिनिमम वैल्यू t 𝝅𝛚0 पर है और जैसे हम आगे बढ़ते हैं t के बढ़ने के साथ 𝛚 घटता है समय बढ़ता है और पीरिऑडिसिटी का क्षय होता है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू t 𝝅𝛚0 पर ही होती है मिनिमम वैल्यू t 𝝅𝛚0 पर होती है और t 0 पर फंक्शन का मान ½ के बराबर होता है अतःयह दोनों मानो के आधे मान को प्राप्त करता है यह बहुत ही सामान्य परिदृश्य है जो हम देखते हैं और इसे गिब्स फिनोमिना कहते हैं इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत उपयोग है जो लोग कंप्यूटिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स कोडस का न्यूमेरिकल डिस्क्रीटाइजेशन करते हैं वे गिब्स फिनोमिना का प्रयोग अक्सर करते हैं अंत में मैं कुछ रीडिंग मैटेरियल के बारे में बताना चाहता हूं यह मेरे ओरिजिनल इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन हैंड आउट में भी दिया हुआ है आप बाकी के रिलेटेड टॉपिक्स इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड मैथमेटिक्स बाय गिलबर्ट स्ट्रैंग से पढ़ सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप इस से पढ़ सकते हैं वह है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह कहता है कि यदि हमारे पास Δx रियल स्पेस में बैंडविथ है और Δk फूरिये स्पेस में बैंडविथ है तो ΔxΔk ≥ ½ है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हेज़ेन्बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं जो कहता है कि इन दोनों बैंडविथ का गुणन ½ से कम नहीं हो सकता इसका तात्पर्य है कि मान लीजिए आपने अपनी फिजिकल स्पेस को एक्युरेटली रिजॉल्व किया है तो यह प्रिंसिपल कहता है कि फूरिये स्पेस में भी एक्यूरेसी है और इसका विलोम भी सत्य हैं हम फिजिकल और फूरिये स्पेस दोनों को एक साथ एक्युरेटली रिजॉल्व नहीं कर सकते मैं इस लेक्चर का अंत यही करता हूं अगले लेक्चर में मैं लाप्लास ट्रांसफार्म का परिचय दूंगा